इस कक्षा में हम ट्रांसफर फ़ंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में पहले क्या चर्चा की और फिर हम ट्रांसफर फ़ंक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे पिछली कक्षा में हम लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म का उपयोग करके इस सर्किट एनालिसिस के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने चर्चा की कि ये लाप्लास ट्रांसफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए सर्किट एनालिसिस हैं पहला चरण टाइम डोमेन से s डोमेन में इस सर्किट का ट्रांसफॉर्मेशन था फिर हम किसी भी सर्किट एनालिसिस तकनीक का उपयोग करके इस सर्किट लाप्लास को हल करते हैं जो शायद नोडल एनालिसिस या मेष एनालिसिस और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सुपरपोजिशन फिर अंत में हमें जो परिणाम मिलता है वह s डोमेन के रूप में नहीं है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को टाइम डोमेन में समाधान खोजने के लिए ले जाएगा अब लाप्लास का उपयोग करके इस सर्किट एनालिसिस को करते टाइम हम कैसे बदलेंगे ये रजिस्टर करने के लिए टाइम डोमेन से s डोमेन के सर्किट एलिमेंट हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होगा टाइम डोमेन में R का मान s डोमेन में भी R ही रहेगा तो वह ओम लॉ है या s डोमेन में बन जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडक्टर और केपैसिटर के मामले में होंगे क्योंकि ये ऊर्जा स्टोरेज एलिमेंट हैं हमारे पास कुछ प्रारंभिक शर्तें होंगी जैसे कि इंडक्टर के मामले में हमारे पास प्रारंभिक करंट हो सकती है हमने चर्चा की कि हम इंडक्टर के लिए उन टाइम डोमेन सर्किट को डोमेन में बदल सकते हैं तो यह वोल्टेज के लिए था जहां आप देखते हैं यह किरचॉफ वोल्टेज लॉ के मामले में लागू किया जाएगा इसी तरह करंट के लिए आपके पास सर्किट होगा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यह हमने पिछली कक्षा में चर्चा की है कि करंट सोर्स की दिशा जो कि काल्पनिक करंट सोर्स है जिसे हमने एक करंट की प्रारंभिक स्थिति के कारण जोड़ा है जो प्रारंभ में प्रवाहित होता है तोदिशा यहां एक प्लस चिह्न के अनुरूप है और इसी तरह यहां के लिए करंट के संदर्भ में प्रारंभिक स्थिति होगी यही कारण है कि यह वोल्टेज के लिए विपरीत संकेत दे रहा था तोहमने पिछली कक्षा पर चर्चा की इसी तरह केपैसिटर के लिए भी हमने चर्चा की कि हमारे पास दो समीकरण होंगे एक वोल्टेज के लिए और दूसरा करंट के लिए वोल्टेज के लिए यदि आप टाइम डोमेन सर्किट को डोमेन में बदलते हैं तो यह आंकड़ा में जल्द ही होगा जहां प्रारंभिक स्थिति होगी इसका मतलब है कि टाइम t पर केपैसिटर में वोल्टेज 0 के बराबर है इसी तरह समतुल्य करंट सोर्स का भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा जब आप केपैसिटर के माध्यम से s डोमेन और में प्रवाहित होने वाली करंट का पता लगा रहे हों यानी वर्चुअल करंट सोर्स का प्रवाह वोल्टेज सोर्स से प्रवाह के विपरीत करंट की दिशा होगी तो यह इसलिए है क्योंकि आपके पास यहां नकारात्मक संकेत है तोइन चीजों पर हमने अपनी पिछली कक्षा में चर्चा की और फिर हमने इन समतुल्य सर्किटों का उपयोग किया और हमने सर्किट को डोमेन में बनाया और इसे हल किया अब ट्रांसफर फ़ंक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या है ट्रांसफर फ़ंक्शन सिग्नल प्रोसेसिंग में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि यह इंगित करता है कि सिग्नल कैसे प्रोसेस होता है क्योंकि यह एक नेटवर्क से गुजरता है तोमूल रूप से आप कह सकते हैं कि यह नेटवर्क रेस्पॉन्स खोजने के लिए एक उपयुक्त उपकरण है नेटवर्क स्थिरता और नेटवर्क सिंथेसिस के लिए निर्धारण या डिजाइन करना तोजब हम पाठ्यक्रम में बाद में नेटवर्क स्थिरता और नेटवर्क सिंथेसिस अवधारणाओं पर चर्चा करते हैं तो हम ट्रांसफर फ़ंक्शन के अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे अब नेटवर्क का ट्रांसफर फ़ंक्शन बताता है कि आउटपुट किसी विशेष इनपुट के संबंध में कैसे व्यवहार करता है और यह कैसे होगा हम अगली स्लाइड में देखेंगे यह इनपुट से आउटपुट में डोमेन के रूप में ट्रांसफर को निर्दिष्ट करता है क्योंकि आपका मतलब है प्रारंभिक ऊर्जा नहीं तोहम ट्रांसफर फ़ंक्शन ट्रांसफर फ़ंक्शन को कैसे परिभाषित करेंगे हम आम तौर पर इसे के रूप में कहते हैं जो कि शून्य के रूप में सभी प्रारंभिक स्थितियों के साथ इनपुट उत्तेजना के आउटपुट रेस्पॉन्स के अनुपात के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप ट्रांसफर फ़ंक्शन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इनपुट संचालित द्वारा विभाजित आउटपुट रेस्पॉन्स है जो है इसलिए ट्रांसफर फ़ंक्शन उस पर निर्भर करता है जिसे हमने इनपुट और आउटपुट के रूप में परिभाषित किया है अब चूंकि इनपुट और आउटपुट इस सर्किट में किसी भी स्थान पर करंट या वोल्टेज कर सकते हैं तोट्रांसफर फ़ंक्शन के मामले में हमारे पास चार संभावनाएं हो सकती हैं पहले वोल्टेज गेन के संदर्भ में है जहां आप आउटपुट वोल्टेज को सहसंबंधित करते हैं जो वोल्टेज के रूप में दिए गए इनपुट संचालित द्वारा विभाजित वोल्टेज के संदर्भ में सर्किट की आउटपुट रेस्पॉन्स है अगला करंट गेन है जो फिर से ट्रांसफर फ़ंक्शन है जो इनपुट करंट के साथ आउटपुट करंट को सहसंबंधित करता है तो इस द्वारा विभाजित इस सर्किट का आउटपुट करंट है जो सर्किट के लिए इनपुट करंट है अब अगला ट्रांसफर फ़ंक्शन इम्पीडेन्स हो सकता है जहां आउटपुट वोल्टेज के रूप में होता है जबकि इनपुट करंट के रूप में होता है इसी तरह यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि आउटपुट करंट के रूप में है और इनपुट वोल्टेज के रूप में है इस तरह हम कह सकते हैं कि एक विशेष सर्किट में कई ट्रांसफर फंक्शन हो सकते हैं अब यदि आप पहले दो ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं वह है वोल्टेज का गेन और करंट गेन ये आयाम रहित हैं क्योंकि आउटपुट एक इनपुट मात्रा समान हैं तोइन दो मामलों के लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन आयाम रहित होगा अब ट्रांसफर फ़ंक्शन समीकरण में हम मानते हैं कि और हमारे लिए जाने जाते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप केवल को जानते हैं इसका मतलब है कि आप केवल जानते हैं इनपुट वोल्टेज और सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन उस स्थिति में आप का मान पा सकते हैं जो दिए गए इनपुट के संबंध में इस सर्किट की आउटपुट रेस्पॉन्स है इसलिए आप कहेंगे कि के अलावा कुछ भी नहीं है अब आप इस सर्किट के आउटपुट रेस्पॉन्स का मान प्राप्त करने के लिए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं एक विशेष मामले के रूप में अगर हम कहते हैं कि इनपुट है यूनिट इम्पल्स फ़ंक्शन हम कहेंगे कि पहुंच कुछ भी नहीं है लेकिन एक के बराबर है उस स्थिति में आप कहेंगे और तोयह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था दोनों तरफ हम आपको देंगे इसलिए यह सर्किट की यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स का प्रतिनिधित्व करता है जब यह एक यूनिट इम्पल्स फ़ंक्शन द्वारा संचालित होता है तो ट्रांसफर फ़ंक्शन आपको यूनिट सर्किट की इम्पल्स रेस्पॉन्स देगा हम यह भी कह सकते हैं कि नेटवर्क के इनपुट के रूप में यूनिट इंपल्स दिए जाने पर नेटवर्क के टाइम डोमेन रिस्पांस के अलावा कुछ नहीं है अब चूंकि नेटवर्क की यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक बार नेटवर्क की यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ज्ञात हो जाती है इसका मतलब है कि हम सर्किट की रेस्पॉन्स जानते हैं जब एक यूनिट इम्पल्स इनपुट प्रदान किया जाता है तो हम प्राप्त कर सकते हैं टाइम डोमेन में कोंवोलुशन इंटीग्रल का उपयोग कर डोमेन में किसी भी इनपुट सिग्नल के लिए नेटवर्क की रेस्पॉन्स या कोंवोलुशन इंटीग्रल के लिए s डोमेन एनालिसिस यह हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे जहां हम देखेंगे कि कोंवोलुशन इंटीग्रल से क्या मतलब है और यह कैसे सर्किट की आउटपुट रेस्पॉन्स का पता लगाने में मदद कर सकता है जहां हम नेटवर्क के इनपुट इम्पल्स रेस्पॉन्स को जानते हैं तोहम एनालिसिस करेंगे जब हम कोंवोलुशन इंटीग्रल के बारे में चर्चा करेंगे उस विस्तार में जाने से पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफ़र फ़ंक्शंस की मदद से आउटपुट रिस्पॉन्स को खोजने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या हैं असल में हमारे पास जानकारी को प्रोसेस करने के दो तरीके हैं और आउटपुट रेस्पॉन्स का पता लगाने का एक तरीका है तो पहला तरीका यह है कि मान लें कि हमारे पास एक सुविधाजनक इनपुट एक्सेस है यह एक्सेस या तो यूनिट इम्पल्स हो सकती है या हो सकता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट रैम्प जो भी हो आप इसे सुविधाजनक इनपुट मान सकते हैं अब आप सर्किट एनालिसिस तकनीकों का उपयोग करेंगे जो हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी तो यह एक करंट या वोल्टेज डिवीज़न या नोडल या मेष एनालिसिस की तरह है तो आप उन तकनीकों को लागू कर सकते हैं और आउटपुट पा सकते हैं अब जब आप आउटपुट प्राप्त करते हैं तो आप दोनों के अनुपात का पता लगाने की कोशिश करेंगे और जब आपको पता चलेगा कि अनुपात है तो आप जानते हैं आप सर्किट को लागू कर सकते हैं एनालिसिस और आउटपुट खोजें और फिर आप ट्रांसफर फ़ंक्शन को खोजने के लिए दो का अनुपात प्राप्त करें या यदि आप ट्रांसफर फ़ंक्शन जानते हैं तो आप सीधे सर्किट के आउटपुट रिस्पॉन्स को पा सकते हैं अब एक और दृष्टिकोण जिसे आप अनुसरण कर सकते हैं उसे लैडर मेथोड कहा जाता है तो लैडर मेथोड का क्या अर्थ है मूल रूप से इसमें इस सर्किट के माध्यम से चलना शामिल है इस दृष्टिकोण में हम मानते हैं कि आउटपुट एक वोल्ट या शायद एक एम्पीयर या उपयुक्त है तो पहले दृष्टिकोण और दूसरे दृष्टिकोण के बीच अंतर यह है कि पहले दृष्टिकोण में हम इनपुट को ज्ञात मानते हैं और हम कुछ धारणा लेते हैं कि सर्किट को दिया गया इनपुट शायद यूनिट स्टेप या ऐसा ही कुछ है लेकिन लैडर मेथोड के मामले में हम पहले आउटपुट का अनुमान लगाते हैं इसलिए इसका अर्थ है कि हम आउटपुट के रूप में एक वोल्ट या एक एम्पीयर कहेंगे जो हमें इस सर्किट से मिला है और फिर हम ओम और किरचॉफ के लॉ के मूल लॉ का उपयोग करते हैं आम तौर पर हम केवल किरचॉफ के करंट लॉ का उपयोग करते हैं क्योंकि यह इस सर्किट से चलने में अधिक सुविधाजनक है और फिर हमने इनपुट प्राप्त किया इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं हम आउटपुट से शुरू कर रहे हैं और सर्किट का उपयोग करके हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्किट को दिए गए आउटपुट के लिए संबंधित इनपुट क्या होगा तो यह हम इनपुट का पता लगा सकते हैं और तब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ट्रांसफर फ़ंक्शन किस का मान देता है ट्रांसफर फ़ंक्शन होगा यहां यूनिट होगा इसलिए इसके लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन होगा अब ये दो विधियाँ हैं जिनका आप अपनी सुविधानुसार उपयोग कर सकते हैं लेकिन यह दृष्टिकोण हम जिस लैडर दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं वह अधिक सुविधाजनक है क्योंकि जब सर्किट में कई लूप या नोड होते हैं तो नोडल या मेष एनालिसिस को लागू करना बोझिल हो जाता है यदि आप पहले मामले को देखते हैं यदि आपके पास एक जटिल नेटवर्क है जहां आपके पास कई जाल और स्तर के नोड हैं तो नोड नोडल या मेष एनालिसिस को लागू करना थोड़ा बोझिल होगा यही कारण है कि पहली विधि की तुलना में दूसरी विधि जो लैडर मेथोड है जटिल नेटवर्क के मामले में अधिक उपयुक्त है तोहम नेटवर्क के ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाने के लिए एक सुविधाजनक विधि के रूप में इसका उपयोग करेंगे अब पहली विधि में जैसा कि हमने चर्चा की हम इनपुट मानते हैं और हमने आउटपुट पाया जबकि दूसरी विधि में हम आउटपुट को मान लेते हैं और फिर इनपुट पाते हैं अब दोनों विधियों में आप आउटपुट को इनपुट ट्रांसफ़ॉर्मेशन पर आउटपुट के अनुपात के रूप में की गणना करते हैं और हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये दो तरीके केवल तब लागू होंगे जब आपके पास लीनियर सर्किट होगा तो सर्किट जो कि लीनियर प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है जो एक सर्किट है उसका उपयोग ट्रांसफर फ़ंक्शन को खोजने के लिए किया जा सकता है या तो पारंपरिक विधि का उपयोग करके जहां आप विभिन्न सर्किट एनालिसिस तकनीक की मदद से सर्किट का एनालिसिस करते हैं या आप लैडर मेथोड का उपयोग कर सकते हैं तोअब इन्हें समझने के लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाने से हमें कुछ उदाहरण लेने होंगे ताकि आप अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें पहले उदाहरण लेते हैं इस स्थिति में एक लीनियर सिस्टम का आउटपुट और दिया गया इनपुट है अब हमें क्या करना चाहिए हमें इस सिस्टम के ट्रांसफर फ़ंक्शन और इसकी इम्पल्स रेस्पॉन्स का पता लगाना होगा तो ट्रांसफर फ़ंक्शन आप s डोमेन एनालिसिस की मदद से पता लगा सकते हैं तोआपको पहले को s डोमेन में बदलना चाहिए और को s डोमेन में बदलना चाहिए जब आप को s डोमेन में बदलते हैं तो आप यहाँ ω4 अब इनपुट फ़ंक्शन है ut की लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब चूंकि पर के बराबर है इसलिए आप को न्यूमैरेटर और को डिनोमिनेटर में डालेंगे और जब आप सरलीकरण करते हैं तो आपको मान वर्ग 10 प्लस 2 s प्लस 1 पर s वर्ग प्लस 2 s प्लस 17 पर मिलेगा अब यह विशेष फ़ंक्शन जो आपको मिला है यदि आप इन शर्तों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो आप इसे बस के रूप में लिख सकते हैं अब यदि आप इसे पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यह बन जाएगा जब आप इसे इस विशेष रूप में व्यवस्थित करते हैं तो आप क्या कह सकते हैं कि इनवर्स लाप्लास बदल जाता है तो अंत में आपको जो मिलता है वह इस रूप में ट्रांसफर फ़ंक्शन समायोजित करता है और फिर आप कह सकते हैं कि यानी का टाइम डोमेन मूल्य जो ट्रांसफर फ़ंक्शन का इम्पल्स रेस्पॉन्स है जिसका अर्थ है कि आप 10 डेल्टा t माइनस 40e कह सकते हैं पावर माइनस t 40 और फिर आप यह कहने के लिए यूनिट फंक्शन से गुणा करते हैं कि यह टाइम से अधिक के लिए लागू है तो यह कुछ और नहीं बल्कि यूनिट सर्किट की रेस्पॉन्स होगी इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता कैसे लगाएंगे और फिर सिस्टम की यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स अब हम यहां एक और उदाहरण लेते हैं हमें उस सर्किट के लिए ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाने की आवश्यकता है जो आकृति में दी गई है तो इस आकृति में आपको इंडक्टर और केपैसिटर दोनों दिखाई देंगे और आपको के रूप में करंट दिया गया है जिसे आपको के बीच का अनुपात ज्ञात करना होगा यह सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन होगा अब यदि आप इस सर्किट को देखते हैं तो आप देखेंगे कि को करंट डिवीज़न मेथोड की सहायता से पाया जा सकता है अब करंट डिवीज़न मेथोड के मामले में आप अब जब आप इस करंट को देखते हैं और यह करंट है जब आपसे का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है I2 5 ओम प्रतिरोध के अलावा कुछ भी नहीं होगा तो आप कहेंगे कि तोइस विशेष मामले में हमने करंट डिवीज़न मेथोड का उपयोग किया है ट्रांसफर फ़ंक्शन का पता लगाने का हमारा पहला तरीका है जहां हम विभिन्न सर्किट एनालिसिस तकनीकों का उपयोग करते हैं तो इसके साथ हमें इस सर्किट का ट्रांसफर फ़ंक्शन मिलता है अब अगला यह है कि हम लैडर मेथोड को लागू करने का प्रयास करें और हम पाते हैं कि जब हम लैडर मेथोड लागू करते हैं तो हम ट्रांसफर फ़ंक्शन के मूल्य का पता लगाने की कोशिश करेंगे लैडर मेथोड के मामले में हम जो मानते हैं हम आउटपुट वोल्टेज को ज्ञात मानते हैं तोहम यहां क्या करेंगे हम कहेंगे कि आउटपुट वोल्टेज दिया जाता है जब आप कहते हैं कि इस जो इस अंतराल में है वो हो जाएगा अब जब आप करंट के मूल्य को जानते हैं तो आप वोल्टेज का पता लगा सकते हैं जो इस लेग के पार है इस पार के साथ साथ इस लेग में भी वोल्टेज समान रहेगा क्योंकि दोनों समानांतर हैं हम तब के मूल्य का पता लगाते हैं तो हम के संदर्भ में पा सकते हैं फिर आप करंट के मूल्य का पता लगा सकते हैं होगा अब हमारे पास ट्रांसफर फ़ंक्शन के संदर्भ में और दोनों हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम पता लगा सकते हैं फिर ट्रांसफर फ़ंक्शन द्वारा दिया जाता है तोचाहे आप पहली विधि या दूसरी विधि का उपयोग करें आपको एक ही परिणाम मिलेगा तोइस सप्ताह के साथ हम आज के सत्र को बंद कर देते हैं और इस सत्र में हमने ट्रांसफर फ़ंक्शन के बारे में चर्चा की और हमने यह भी कहा कि ट्रांसफर फ़ंक्शन विभिन्न सर्किट सिंथेस गुणों की पहचान करने में मदद करेगा तोहम अगले कुछ सत्रों में देखेंगे कि उन मामलों में ट्रांसफर फ़ंक्शन विधि कैसे लागू होगी और विशेष रूप से अगले सत्र में हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आप कोंवोलुशन थ्योरम और कोंवोलुशन इंटीग्रल से क्या मतलब रखते हैं ताकि हम सर्किट का और एनालिसिस करने के लिए दोनों तकनीकों को लागू कर सकें धन्यवाद